तो डिजाइन शैलियों के साथ जारी रखें और पिछले व्याख्यान में हमने FPGAs को देखा था तो वे कैसे काम करते हैं यह क्या है और इस वीएलएसआई डिजाइन शैली के भाग दो में इस व्याख्यान में इस उप विषयक इसलिए हम कुछ अन्य डिजाइन शैलियों को देख रहे होंगे शुरुआत करने के लिए हम गेट एरेज़ को देखेंगे गेट एरेस FPGAs से थोड़ा अलग हैं इस अर्थ में कि यह FPGA केबाद आता है हम FPGA पर वापस आते हैं और देखते हैं कि यह क्या था FPGA एक तरह की डिज़ाइन सुविधा थी जो हमें प्रदान की जाती है जिसका उपयोग करके आप बहुत तेजी से एक डिज़ाइन बना सकते हैं लेकिन नकारात्मक पक्ष यह था कि हमारे द्वारा याद किए गए सभी LUT लॉजिक का उपयोग करके लागू किए गए थे जो बीच में स्टैटिक मेमोरीज के अलावा कुछ भी नहीं हैं LUTs SRAMs का उपयोग करके कार्यान्वित किए जाते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उतने तेज़ नहीं हो सकते हैं जितना कि लॉजिक गेट्स का उपयोग करके कुछ लॉजिक लागू किए जाते हैं इसलिए FPGAs ऑपरेशन की गति के मामले में धीमा होगा अब जब आप इस दूसरी तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं जिसे गेट ऐरे या GA कहा जाता है गेट ऐरे एफपीजीए से थोड़ा कम लचीला होगा तो लेकिन इसकी गति थोड़ी अधिक होगी तो ये सभी डिज़ाइन परफॉरमेंस ट्रेडऑफ़ हैं तो उस अर्थ में हम कहते हैं कि प्रोटोटाइप की गति के संदर्भ में गेट ऐरे FPGA के बाद आता है इस अर्थ में कि यह थोड़ा धीमा है मुख्य अंतर यह है कि FPGA के लिए हार्डवेयर पर एक डिज़ाइन लागू करने के लिए आप इसे अपनी प्रयोगशाला में कर सकते हैं आप इसे यूजर प्रोग्रामिंग के साथ कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास आपके पास सीएडी टूल्स उपलब्ध है तो आप इसे स्वयं कर सकते हैं लेकिन गेट एरे को उस तरह से नहीं किया जा सकता है आपको इसे प्राप्त करने के लिए अपनी जानकारी फेब्रिकेशन फैसिलिटी के लिए अनुरोध भेजना होगा लेकिन आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि अगर मुझे इसे फेब्रिकेशन फैसिलिटी के लिए भेजना है तो इस गेट ऐरे के होने का क्या फायदा है हम एक अधिक कन्वेंशनल ASIC चिप को डिजाइन और विकसित क्यों नहीं करते और इसे फैब्रिकेशन सुविधा फेब्रिकेशन फैसिलिटी में भेजते हैं अब हम गेट ऐरे का मूल सिद्धांत देखेंगे किस तरह से यह तरह से बनाया गया है किस काम करता है कुल लागत स्क्रैच फिलोसॉफी में पूर्ण रूप से डिज़ाइन आईसी की तुलना में बहुत कम हो जाती है आइए देखें कि यह कैसे होता है गेट ऐरे के लिए दो चरण निर्माण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है दो चरण ऐसे हैं जैसे पहला कदम स्वतंत्र डिजाइन है और दूसरा चरण अनुकूलन की तरह है यह डिजाइन पर निर्भर है जैसे मैं इस पर आऊँगा तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि पाँच लोग संगठन या ग्राहक हैं पाँच ग्राहक हैं जो GA या गेट एरेस का उपयोग करके अपने डिज़ाइन बनाना चाहते हैं इसलिए विनिर्माण प्रक्रिया जैसा कि मैंने कहा कि इसमें दो चरण शामिल हैं पहला डिजाइन से स्वतंत्र है तो पहले चरण की लागत इन पांच ग्राहकों द्वारा साझा की जा सकती है तो प्रति ग्राहक लागत बहुत कम हो जाती है और वास्तव में निर्माण का यह पहला कदम अधिक जटिल कदम या अधिक महंगा कदम है जो लागत के संदर्भ में साझा किया जाता है लेकिन एक बार यह पहला कदम पूरा हो जाने के बाद दूसरे चरण में हम ग्राहकों से यह विशिष्ट अनुरोध लेते हैं और हम ग्राहकों द्वारा अनुरोध के अनुसार अपने आईसी या चिप को कस्टमाइज़ करते हैं तो दूसरा चरण प्रति ग्राहक आधार पर होगा जो ग्राहकों के लिए विशिष्ट होगा इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका लागत विभाजित या कम हो जाती है फिर से स्लाइड पर वापस आ रहा है पहला चरण जेनेरिक मास्क नामक चीज़ पर आधारित है पहले चरण को जेनेरिक मास्क कहा जाता है इसका मतलब है कि हम मास्क के एक सेट का निर्माण करते हैं जिसके उपयोग से आप चिप पर कुछ ट्रांजिस्टर बनाते हैं बड़ी संख्या में लाखों ट्रांजिस्टर लेकिन ट्रांजिस्टर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं आप उन्हें इंटरकनेक्ट नहीं कर रहे हैं बस आइसोलेशन में ट्रांजिस्टर का निर्माण करते है एक अलग तरीके से दूसरे भाग में जहां आपको एक डिज़ाइन लागू करना है आप वास्तव में अपने डिज़ाइन बनाने के लिए इंटरकनेक्शनों को पूरा करते हैं यह मूल विचार है तो पहले चरण में आप बड़ी संख्या में ट्रांज़िस्टरों को बनाते हैं जो जुड़े नहीं हैं दूसरे चरण में आप उन कनेक्शनों को पूरा करते हैं ट्रांज़िस्टरों के इंटरकनेक्शन प्रदान किए गए डिजाइनों के आधार पर है इसलिए आरेखीय रूप से मैं इस तरह से संक्षेप में दिखा रहा हूं यह पहला चरण है जहां आप बड़ी संख्या में ट्रांजिस्टर बनाते हैं अब यह ट्रांजिस्टर जब आप बना रहे हैं तो इन्हें कभी कभी डीप प्रोसेसिंग चरण कहा जाता है क्योंकि आपको ऑक्साइड लेयर डिफ्फुसन पॉलीसिलिकॉन ऑक्साइड से शुरू होने वाली कई परतें बनानी होती हैं और फिर से यही और केवल गेट के लिए आपको आइसोलेशन की आवश्यकता होती है तो निर्माण की कई परतो की संख्या की आवश्यकता होती है जिससे इस कदम की लागत बढ़ जाती है तो इस चरण के लिए आप एक सेट अप स्टैण्डर्ड मास्क्स का उपयोग करते हैं जो सभी डिज़ाइनों के लिए समान होगा और आप वेफ़र्स बनाते हैं बड़ी संख्या में वेफ़र्स जो आम हैं इनका उपयोग किसी भी ग्राहक द्वारा किया जा सकता है अब दूसरे चरण में आप ग्राहकों से यह विशिष्ट अनुरोध लेते हैं आप कस्टम मास्क बनाते हैं और आप केवल मेटलिज़ेशन्स का निर्माण करते हैं आप केवल उन ट्रांजिस्टर के ऊपर धातु की परतें गढ़ते हैं जो आपने पहले ही इंटरकनेक्शंस को पूरा करने के लिए बनाया था इस प्रकार यह दो चरणीय विनिर्माण कार्य है तो जाहिर है एक गेट ऐरे के लिए चिप का उपयोग अधिक है क्योंकि GA में आपके पास ट्रांजिस्टर हैं और ट्रांजिस्टर आप किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं लेकिन FPGA में आपको रिकॉल करते है इन CLBs के अंदर आपके पास बहुत सारी अनावश्यक चीजें हैं आपको हमेशा इसकी आवश्यकता नहीं होती है बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर्स हैं फ्लिप फ्लॉप हैं आपको अक्सर उन सभी में से कई की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन GA में ऐसा नहीं है जरूरत पड़ने पर आप किसी भी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से चिप की गति अधिक है क्योंकि आप कहीं भी किसी भी स्टेटिक रैम का उपयोग नहीं कर रहे हैं यह केवल ट्रांजिस्टर हैं जो जुड़े हुए हैं और विशिष्ट गेट ऐरे चिप्स आकार में बहुत बड़े हो सकते हैं ठीक है अब आइए हम डिजाइन स्टाइल पर आते हैं जो शायद आज सबसे अधिक उपयोग किया जाता है जब हम आईसी बनाने के बारे में बात करते हैं तो यह मानक सेल डिज़ाइन सबसे प्रचलित डिज़ाइन शैलियों में से एक है एक अर्थ में आप आधुनिक समय की जटिलता से निपटने और उसे संभालने के लिए देखते हैं कोई भी चिप्स को स्क्रैच से डिजाइन नहीं करता है डिजाइन के पुन उपयोग की एक अवधारणा है इसलिए अब लोग टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी बनाने की बात करते हैं जहां कुछ छोटे मानक डिज़ाइन जो मैंने पहले ही बहुत कुशल तरीके से बनाए हैं मैंने उनके लिए एक बहुत कॉम्पैक्ट लेआउट बनाया है और मैंने उन्हें लाइब्रेरी में संग्रहीत किया है तीन इनपुट NAND गेट उदाहरण के लिए लेते हैं मेरे डिजाइन में जब भी मुझे तीन इनपुट NAND की आवश्यकता होती है मैं बस इसे लाइब्रेरी से उठाता हूं मैंने इसे अपने लेआउट में डाल दिया मुझे NAND इनपुट की आवश्यकता है मैं फिर से इसे लाइब्रेरी से उठाता हूं और मैंने इसे अपने डिजाइन में डाल दिया है इसके पीछे जो अवधारणा है उसे सेमी कस्टम डिज़ाइन शैली कहा जाता है तो मानक सेल या अर्ध कस्टम डिजाइन शैली यह एक डिज़ाइन शैली है जहाँ सभी मास्क बनाने पड़ते हैं क्योंकि निर्माण की लागत आपको ही वहन करनी पड़ती है तो इसका मतलब है कि आप एक डिजाइनर हैं आप बनाना चाहते हैं इसलिए निर्माण की पूरी लागत आपको वहन करनी होगी इसलिए मूल विचार जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि आप आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले लॉजिक सेलको विकसित करते हैं और उन्हें तथाकथित सेल लाइब्रेरी में संग्रहीत करते हैं एक सामान्य सेल लाइब्रेरी में कुछ सौ सेल हो सकते हैं उनमें से कुछ दिखाए गए हैं कुछ जो कि बेसिक गेट्स मल्टीप्लेक्सर्स फ्लिप फ्लॉप्स को फुल एडर हैं इस तरह के सरल ब्लॉक सेल लाइब्रेरी में संग्रहीत किए जाते हैं आप इसे हाईली ऑप्टिमाइज्ड लेआउट कह सकते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे तो यह मूल विचार है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सेल्स के संबंध में कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं प्रत्येक सेल की ऊंचाई समान होनी चाहिए सभी सेल्स उनकी ऊँचाई समान निश्चित ऊँचाई होनी चाहिए यदि इस सेल्स में ऊंचाई समान है तो आप उन्हें एक साथ रख सकते हैं और उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं यही फायदा है सेल्स और VDD और उसी में चलने वाली ग्राउंड गाइड लाइन्स की ऊंचाई समान है आप कह सकते हैं कि समान होरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन है ताकि अगर आप उन्हें साइड में रखते हैं तो VDD और ग्राउंड लाइन जुड़ जाएंगे यह एक लाभ या एक विशेषता है तो यह पंक्तियों और इंटरकनेक्शंस के साथ सेल्स हैंड के स्वचालित प्लेसमेंट की अनुमति देता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि पंक्तियों को बनाने के लिए सेल्स को साथ साथ रखा जा सकता है पावर और ग्राउंड रेल आम तौर पर सेल की ऊपरी और निचली सीमाओं के समानांतर चलती हैं पड़ोसी कोशिकाएं कॉमन पावर और ग्राउंड बस साझा करती हैं और इनपुट और आउटपुट पिंस सेल की ऊपरी और निचली सीमाओं पर स्थित हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे सिर्फ एक बार दिखाने दे मान लीजिए कि यह एक स्टैंडर्ड सेल standard cell है मैं सिर्फ एक बॉक्स के रूप में लेआउट दिखा रहा हूं हम कहते हैं कि यह दो इनपुट NAND से मेल खाती है तो कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं होंगी जो दो इनपुट A और बB का प्रतिनिधित्व करेंगी एक और ऊर्ध्वाधर रेखा होगी जो आउटपुट का प्रतिनिधित्व करेगी जिसे हम F कहते हैं इतना ही नहीं जैसा कि मैंने कहा कि बिजली की आपूर्ति के लिए एक निश्चित ट्रैक VDD और दूसरा ट्रैक ग्राउंड के लिए होगा इसलिए यदि आप कुछ अन्य स्टैंडर्ड सेल या अन्य फंक्शनैलिटी को देखते है तो यह भी बहुत समान दिखाई देगा और VDD और ग्राउंड लाइन्स समान क्षैतिज स्थितियों में समान रूप से चल रही होंगी ताकि यदि आप उन्हें साथ साथ रखें तो उन्हें एक साथ पास लाएँ तो यह VDD और ग्राउंड लाइन एक दूसरे को स्पर्श करेंगे यह मुख्य लाभ है तो आप वास्तव में इन सभी स्टैंडर्ड सेल को साथ साथ रख सकते हैं यदि आपको पंक्तियों में आवश्यकता होती है ताकि VDD और ग्राउंड लाइनें स्वत रूप से एक दूसरे को छू सकें लिहाजा उन्हें वहां से बिजली कनेक्शन मिल जाएगा तो यहाँ कुछ उदाहरण दिखाया गया है यह एक नॉट इनवर्टर के बाद दो इनपुट NAND का लेआउट आरेख है यह दो इनपुट NAND का CMOS डिजाइन है यह लाल रेखाएं पॉलीसिलिकॉन लाइनें हैं जो इनपुट्स को A और B फ़ीड करती हैं और यहाँ यह लाल रेखा इस NOT गेट का इनपुट है जिसे इस पहले NAND गेट के आउटपुट से लिया गया है और इसका आउटपुट इस वर्टिकल लाइन F पर उपलब्ध है तो यह एक सेल का उदाहरण है जहां एक NAND गेट और एक इन्वर्टर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं तो एक सेट के रूप में यह स्टैंडर्ड सेल्स निश्चित ऊंचाई की हो सकती हैं लेकिन उनकी जटिलता के आधार पर अलग अलग चौड़ाई हो सकती है और वे VDD और ग्राउंड से जुड़े थे वे आपस में जुड़ते हैं अब जब आप मानक स्टैंडर्ड सेल के लिए फ्लोरप्लॉनिंग के बारे में बात करते हैं तो बस IO फ्रेम के अंदर मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास कुल चिप क्षेत्र है तो यह स्टैंडर्ड सेल अगल बगल जुड़े हो सकता है तो आप उन्हें आसानी से कई पंक्तियों में जोड़ सकते हैं वहां कई पंक्तियों होगी जिनमें स्टैंडर्ड सेल रखी जा सकती हैं और बीच में कुछ जगह होगी जिनका उपयोग आगे के इंटरकनेक्शंस के लिए किया जा सकता है देखिए यहां पर एक डायग्राम है यह डायग्राम स्टैंडर्ड सेल की एक पंक्ति को दिखाता है यह दूसरी पंक्ति है यह एक तीसरी पंक्ति है और कुछ इंटरकनेक्शंस को इस तरह दिखाया गया है आप जब इंटरकनेक्शन करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं तो इन्हें दो अलग अलग रंगों के रूप में दिखाया गया है जिसका मतलब है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दो अलग अलग परतों पर हैं इसलिए जब आप उन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक परत पर एक भाग और दूसरी परत पर एक भाग चलाते हैं ताकि यह एक और कनेक्शन जो एक तरफ से जा रहा है प्रतिच्छेद न हो तो आप यहां देखें कि कि आपके पास एक कनेक्शन यहां से यहां तक है और यहां पर एक और कनेक्शन यहां से यहां तक है लेकिन यहां कोई इंटरकनेक्शन नहीं है कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है क्योंकि वे दो अलग अलग परतों पर चल रहे हैं नीले और बैंगनी और एक और बात आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह की स्टैंडर्ड सेल्स हैं और यह स्थान जिसके बीच में है आप इसे इंटरकनेक्ट रूटिंग के लिए छोड़ रहे हैं इसलिए यहां एक बात सही है कि यदि आप इसे इस तरह से करते हैं तो ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आपको किसी बिंदु को जोड़ने के लिए यहां से एक बिंदु कनेक्ट करने की आवश्यकता हो हम कहते हैं कि आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कनेक्ट करते हैं मुझे बस इसे यहां दिखाने दें पास यहाँ सेल्स की एक पंक्ति हैयहाँ सेल्स की एक पंक्ति है यहाँ सेल्स की एक पंक्ति है इसलिए इन सेल्स को आप यहां एक एक करके रख रहे हैं यहां भी आप सेल्स को रख रहे हैं यहां भी आप सेल्स को रख रहे हैं अब मान लीजिए कि मुझे यहां एक बिंदु को यहाँ से यहाँ जोड़ने की आवश्यकता है तो मैं कैसे कनेक्ट करूं यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मेरे पास यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए एक रास्ता है इसलिए इस मामले में मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ विशेष सेल्स का उपयोग करता हूं जिन्हें सेल्स के माध्यम से फीड कहा जाता है कोशिकाओं के माध्यम से फ़ीड कुछ भी नहीं है बस वे एक ऊर्ध्वाधर कनेक्शन का समर्थन करते हैं और कुछ नहीं कोई तर्क नहीं तो यदि आप इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कुछ बस दो अलग अलग रंगों का उपयोग करके दिखाते हैं आप इस तरह से एक कनेक्शन बनाते हैं और यहां से आप इस तरह से एक और कनेक्शन बनाते हैं इन्हें सेल्स के माध्यम से फीड कहा जाता है इसलिए जब भी आवश्यक हो आप इस फ़ीड को अपने डिजाइन में सेल्स के माध्यम से अपनी सेल्स में शामिल कर सकते हैं ताकि आप आवश्यकता के अनुसार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक कुछ तार ले सकें तो आइए हम एक अधिक जटिल डिजाइन देखें एक मानक सेल लेआउट आमतौर पर कैसा दिखता है तो आप देख सकते हैं कि यहां सेल्स रखी गई हैं यहां सेल्स रखी गई हैं यहां सेल्स रखी गई हैं और इसके बीच की जगह को चैनल कहा जाता है यह चैनल इंटरकनेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है आप लाल देखते हैं और इस गुलाबी तारों को दो अलग अलग परतों पर दिखाया गया है इनका उपयोग इंटरकनेक्शन के लिए किया जाता है तो यह है कि एक मानक सेल लेआउट कैसे काम करता है यदि आप कारण देखते हैं कि हम डिजाइन शैलियों पर चर्चा कर रहे हैं तो अब हमारे बाद की चर्चा पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा जैसे आप वीएलएसआई सर्किट के लिए भौतिक डिजाइन से संबंधित पहली चीज देखते हैं जो हम देखेंगे कि यह एक प्रोसेस है जिसे फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट कहा जाता है प्लेसमेंट का मतलब है एक ब्लॉक जहाँ चिप में मुझे ब्लॉक को रखना है आप देखते हैं कि यदि आप इस मानक सेल डिजाइन शैली का पालन कर रहे हैं तो आपकी पसंद बहुत सीमित है आपके पास पहले से परिभाषित पंक्तियाँ हैं आप पंक्तियों में से एक में एक ब्लॉक रख सकते हैं लेकिन यदि आपके पास ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है तो आप किसी भी निर्देशांक पर चिप पर कहीं भी ब्लॉक रख सकते हैं जो बहुत अधिक अप्रतिबंधित है और जाहिर है कि यह अधिक जटिल होगा तो यह वास्तव में डिजाइन शैली पर निर्भर करता है कि क्या आपको कुछ चरणों में बहुत समय बिताने की आवश्यकता है या आपको इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मानक सेल में फ्लोर प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है केवल प्लेसमेंट कुछ रखकर फ्लोर प्लानिंग का मतलब है कि मैं इसे सिलिकॉन फ्लोर पर कहां रखूंगा वह है फ्लोर प्लानिंग तो यह है कि एक मानक सेल लेआउट कैसा दिखता है तो अब हम एक्सट्रीम फुल कस्टम डिज़ाइन पर आते हैं इसलिए यहां हम कह रहे हैं कि हम सब कुछ स्क्रैच से डिजाइन करना चाहते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आज कहा कि वास्तव में हम बहुत अधिक लागत और समय शामिल होने के कारण ऐसा करते हैं लेकिन वैसे भी पूर्ण कस्टम का मतलब अप्रतिबंधित हो सकता है मैं चिप पर कहीं भी कुछ भी रख सकता हूं लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं स्क्रैच से सब कुछ विकसित कर रहा हूं उदाहरण के लिए मुझे ज़रूरत है मुझे अपने डिज़ाइन के हिस्से के रूप में एक मल्टीप्लेयर की आवश्यकता है लेकिन पहले से ही आपने एक मल्टीप्लेयर डिजाइन किया है मैं इसे आपसे ले सकता हूं आपसे डिजाइन ले सकता हूं और उसी डिजाइन को मैं अपने डिजाइन में डाल सकता हूं मैं इस तरह से डिजाइनों का पुन उपयोग कर सकता हूं आमतौर पर आज इस तरह से अपने वीएलएसआई चिप्स बनाते हैं तो स्टैंडर्ड सेल आधारित डिजाइन जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें सेमी कस्टम डिज़ाइन Semi Custom Designकहा जाता है क्योंकि सेल्स पूर्व डिज़ाइन की जाती हैं गेट्स मल्टीप्लेक्सर्स फ्लिप फ्लॉप यह सभी एक ही ऊंचाइयों के हैं और वे सभी पूर्व डिज़ाइन किए गए हैं लेकिन फुल कस्टम डिज़ाइन में हमारे पास कोई लाइब्रेरी नहीं हो सकती है इसलिए हमें अपने स्वयं से सभी ब्लॉकों को डिज़ाइन करना पड़ सकता है हमें उन्हें जिस भी स्थान पर हम चाहते हैं वहां रखना होगा हमारे पास पूरी फ्लैक्सिबिलिटी है लेकिन जाहिर है कि इस फ्लैक्सिबिलिटी है और इस फ्लैक्सिबिलिटी की वजह से निर्माण की लागत बढ़ जाती है आप इस तथ्य के बारे में सोचते हैं कि आधुनिक दिन के वीएलएसआई चिप्स में एक अरब से अधिक ट्रांजिस्टर हो सकते हैं इसे करना या इसे फुल कस्टमाइज में संभालना लगभग असंभव है क्योंकि आपको अपना डिज़ाइन पूरा करने अपना लेआउट पूरा करने के लिए में वर्षों लगेंगे तो यह आपके लिए बहुत जटिल हो जाएगा इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि मैं जोर दे रहा हूं डिजाइन का पुन उपयोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बन रहा है इसलिए जब भी आपके पास एक डिज़ाइन होता है जो पहले से ही कुछ डिजाइनर द्वारा तैयार किया गया था तो आप हमेशा समय बचाने के लिए इसका पुन उपयोग करने का प्रयास करेंगे लेकिन कुछ चीजें हैं जो वहां नहीं थीं आपको इन्हें स्क्रैच से डिजाइन करना होगा तो एक क्लासिकल एग्जांपल जहां फुल कस्टम डिज़ाइन का उपयोग बहुत कठोरता से मेमोरी सेल के डिज़ाइन में होता है क्योंकि मेमोरी एक तरह की चिप होती है जहाँ आप एक चिप के अंदर अधिकतम सेल या बिट्स को पैक करने का प्रयास करते हैं तो बहुत कॉम्पैक्ट और ऑप्टिमम लेआउट अत्यधिक महत्व का है और मेमोरी का एक लाभ यह है कि क्योंकि यह एक अरे के रूप में बनाया गई है एक बार जब आप एक सेल का लेआउट बनाते हैं तो आप इसे बड़ी संख्या में दोहरा सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप स्क्रैच से पूरी चिप का लेआउट बना रहे हैं आप एक सेल का लेआउट डिजाइन कर रहे हैं आप इसे कई बार दोहरा रहे हैं लाखों बार अरबों बार तो आप वास्तव एक मेमोरी सेल के लिए इस तरह कर सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा लॉजिक चिप डिज़ाइन के लिए आप विभिन्न डिज़ाइन शैलियों के संयोजन का उपयोग कर सकते हैं और डिज़ाइन पुन उपयोग का भी उपयोग कर सकते हैं लॉजिक सेल आप उपयोग कर सकते हैं कुछ हिस्सा में आप स्टैंडर्ड सेल का उपयोग कर सकते हैं कुछ हिस्सा संदर्भ समय 2457 आप उपयोग कर सकते हैं डिज़ाइन के पुन उपयोग का उपयोग करके आप उस तरह एक ब्लॉक शामिल कर सकते हैं तो यह एक विशिष्ट आंकड़ा है जो आपको बताएगा कि पूर्ण कस्टम डिजाइन की यह अवधारणा क्यों अच्छी तरह से काम नहीं करेगी क्योंकि वास्तविक पूर्ण कस्टम डिजाइन में इसलिए जहां सब कुछ फ्लैक्सिबल है ज्यामिति आकार अभिविन्यास रोटेशन के कोण स्थान चाहे हर सर्किट ब्लॉक के ट्रांजिस्टर को व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है डिजाइन उत्पादकता बहुत कम हो सकती है तो यह एक औसत आंकड़ा था जिसे प्रति डिजाइनर प्रति दिन 10 से 20 ट्रांजिस्टर के रूप में उद्धृत किया जाता है तो बड़े डिजाइनों के लिए इस तरह के पूर्ण कस्टम डिजाइन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है इसलिए आप देखते हैं कि जब आप कुछ चिप्स डिज़ाइन करते हैं जिन्हें हम लाखों में बेचते हैं उदाहरण के लिए प्रोसेसर चिप्स जो इंटेल बनता है पेंटियम मल्टीकोर चिप्स सीपीयू चिप्स वहां वे एक चिप बनाने के लिए बहुत अधिक समय और प्रयास खर्च कर सकते हैं जो कि बहुत बेहतर बहुत तेज बहुत अनुकूलन है लेकिन अन्य मामलों में जहां हम उम्मीद करते हैं कि बाजार में चिप्स के दो या 1000 या 10000 बिकते हैं उस अभ्यास के माध्यम से करके आप परेशानी मूल नहीं चाहिए है इसलिए जैसा कि मैंने डिजिटल वीएलएसआई डिज़ाइन में कहा है पूर्ण कस्टम डिज़ाइन बहुत कम उपयोग किया जाता है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि उच्च मात्रा मैं उत्पादन वाले वाले उत्पादों जैसे हाई परफॉर्मेंस माइक्रोप्रोसेसरों के डिज़ाइन हैं जो कि जो बहुत बड़ी संख्या में बेचे जाते हैं मेमोरी चिप्स और निश्चित रूप से FPGA चिप्स जो बहुत बड़ी संख्या में बेचे जाते हैं जहाँ पूर्ण कस्टम डिज़ाइन और पूर्ण कस्टम और अर्ध कस्टम के कुछ विवेकपूर्ण संयोजन का उपयोग किया जा सकता है तो एक विशिष्ट पूर्ण कस्टम लेआउट इस तरह दिख सकता है तो आप देखते हैं कि आपके पास विभिन्न आकृतियों और आकारों के विभिन्न ब्लॉक हैं कुछ आयताकार हैं कुछ लंबे हैं तो कुछ पतले हैं इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि आप इस स्टैंडर्ड सेल के तरह के डिजाइन सिद्धांत का पालन नहीं कर सकते हैं आपको इस ब्लॉक को व्यक्तिगत रूप से सिलिकॉन फर्श पर रखना होगा रखने के बाद उन्हें एक उपयुक्त तरीके से आपस में जोड़ना होगा तो यह पूरा सिद्धांत यहां डिजाइन का पूरा दर्शन अलग है हमें इसे एक अलग तरीके से करना होगा तो डिजाइन शैलियों के बीच एक त्वरित तुलना करने के लिए हम इन मापदंडों पर FPGA गेट सरणी मानक सेल और पूर्ण कस्टम की तुलना कर रहे हैं सेल का आकार एक एफपीजीए के लिए हमारे पास सीएलबी हैं वे तय हो गए हैं एक गेट ऐरे के लिए वे ट्रांजिस्टर या गेट जो तय किए गए हैं मानक सेल सेल का आकार अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी ऊँचाई निश्चित होती है लेकिन पूर्ण कस्टम के लिए यह पूरी तरह से परिवर्तनशील है पूरी तरह से लचीला है सेल प्रकार FPGA के लिए आपके पास यह सीएलबी है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है गेट सरणी के लिए यह ट्रांजिस्टर या गेट है जो तय हो गया है स्टैंडर्ड सेल के लिए आप लाइब्रेरी से किसी भी सेल में डाल सकते हैं पूर्ण कस्टम भी आप कुछ भी वेरिएबल डाल सकते हैं सेल प्लेसमेंट FPGA गेट ऐरे है आपके पास कोई विकल्प नहीं है वे पहले से ही पूर्वनिर्मित हैं वे तय हो गए हैं मानक सेल में आप सेल्स को केवल पंक्तियों में रख सकते हैं लेकिन फुल कस्टम से आप उन्हें कहीं भी रख सकते हैं इंटरकनेक्ट्स के लिए FPGAs वे प्रोग्रामेबल स्विच मैट्रिक्स हैं जो आप प्रोग्राम कर सकते हैं गेट ऐरे आपको इंटरकनेक्शन पूरा करना है यह वेरिएबल है मानक सेल फुल कस्टम वे भी वेरिएबल हैं और स्पष्ट रूप से डिजाइन समय के अनुसार FPGA सबसे तेज है इसमें लैब में कुछ मिनिट्स से एक घंटे तक का समय लग सकता है गेट सरणी अपेक्षाकृत तेज हैस्टैंडर्ड सेल मध्यम है पूर्ण कस्टम धीमा है देखें माध्यम का मतलब है कि आपको 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का टर्नअराउंड समय चाहिए जिसे हम माध्यम कहते हैं लेकिन पूर्ण कस्टम पूर्ण डिजाइन के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी इसलिए इसके साथ हम चौथे व्याख्यान के अंत में आते हैं अब अगले दो व्याख्यानों में हम कुछ संक्षिप्त अवलोकन करेंगे वीएलएसआई भौतिक डिजाइन चक्र में विभिन्न चरणों के बारे में है जो इस पाठ्यक्रम में अगले मॉड्यूल में शामिल किया जाएगा